LCD के लिए कुछ पिन संरचनाएं है और ये पिन संरचनाएं कम या ज्यादा स्टैंडर्ड है जैसे ये कुछ LCD पैनल पर आमतौर पर उपलब्ध पिन है पिन नंबर 1 से 16 तो पिन नंबर 1 VSS है जो ग्राउंड ground लाइन से जुड़ा है फिर पिन 2 VCC है पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज जो 5 वोल्ट है फिर पिन नंबर 3 कंट्रास्ट एडजस्टमेंट के लिए है तो आप वहां कुछ वोल्टेज मूल्य रख सकते है और तदनुसार डिस्प्ले के कॉन्ट्रास्ट को सिलेक्ट किया जाएगा फिर पिन नंबर 4 रजिस्टर सिलेक्शन के लिए है जैसा कि हमने कहा कि LCD पैनल के अंदर विभिन्न प्रकार के रजिस्टर है तो मूल रूप से यहां कंट्रोल रजिस्टर और डेटा रजिस्टर है कंट्रोल रजिस्टर में हम डिस्प्ले के लिए कमांड डालते है और डेटा रजिस्टर में हम कॅरक्टरस या ग्राफिक्स या जिस भी पैटर्न को प्रदर्शित करना चाहते है डालते है तो उन्हें इस डेटा रजिस्टर पर रखा जाता है फिर एक रीड राइट पिन होता है तो यह रीड राइट पिन है यदि हम पैनल पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे है या हम पैनल से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे है जैसे कभी कभी हमें पैनल की स्थिति जानने की जरूरत है कि यह क्या कर रहा है तो फिर हम रीड लाइन को सक्रिय करके यह स्टेटस इनपुट कर सकते है और यदि आप पैनल पर कुछ डालने की कोशिश कर रहे है तो आप राइट लाइन को सक्रिय कर सकते है और इस तरह से आप उस राइट कंट्रोल को LCD पर डाल सकते है फिर एक इनेबल पिन है स्वाभाविक रूप से LCD के संचालन के लिए यह इनेबल पिन सक्रिय होना चाहिए फिर हमें यह डेटा लाइन DB 0 से DB 7 तक मिल गई है वे पैनल पर डेटा कंट्रोल देने के लिए है और फिर कुछ LCD डिस्प्ले है उन्हें यह बैक लाइट सुविधा मिली है तो आप इस डिफरेंशियल इनपुट इस LED प्लस और LED माइनस द्वारा इस बैक लाइट को लगा सकते है तो आप इस बैक लाइट पार्ट को नियंत्रित कर सकते है कुछ LCD में यह बैक लाइट नहीं हो सकती है कुछ LCD में यह बैक लाइट हो सकती है उनमें से यह रजिस्टर सिलेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है तो यदि पिन RS 0 के बराबर है यानि रजिस्टर सिलेक्ट 0 के बराबर है फिर इंस्ट्रक्शन कमांड कोड रजिस्टर सिलेक्ट हो जाता है इसलिए आप जो भी लिख रहे है वह LCD पैनल पर कमांड के रूप में जाएगा इसे कमांड कोड रजिस्टर में संग्रहीत किया जाएगा और यदि RS 1 के बराबर है तो जो डेटा आप दिखा रहे है आप भेज रहे है इसे प्रदर्शन के लिए डेटा रजिस्टर में डाल दिया जाएगा फिर यह इनेबल तो प्रस्तुत डाटा को डाटा पिन पर लैच करने के लिए LCD को इनेबल करें यह इनेबल अन्य सभी इनेबल के समान है तो बस इसे इनेबल करें आप डेटा बस में जो मूल्य डाल रहे है उसे प्रदर्शन के लिए डेटा रजिस्टर में डाल दिया जाएगा और फिर एक रीड राइट पिन है तो पढ़ने के लिए यह 1 और लेखन के लिए यह 0 है इसलिए यदि आप कमांड कोड रजिस्टर या डेटा रजिस्टर पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे है तो आप यहां 0 डालते है और यदि आप LCD का स्टेटस पढ़ने की कोशिश कर रहे है तो रीड राइट पिन पर 1 दें सभी LCD डिस्प्ले द्वारा समझे जाने वाले कमांड का एक स्टैंडर्ड सेट है तो ये सभी मानकीकृत है जैसे कमांड 0f यह फ़ंक्शन LCD को चालू करने कर्सर को चालू करने और कर्सर को ब्लिंक करने के लिए है इसलिए इन तीन चीजों को एक कमांड देकर चालू किया जाता है इसलिए कमांड रजिस्टर पर यदि आप 0f लिखते है तो LCD चालू हो जाएगा कर्सर चालू रहेगा यह उस स्थिति को दिखाएगा जहां कॅरक्टर इनपुट होगा और कर्सर ब्लिंकिंग चालू हो जाएगा यदि कभी कभी आप स्क्रीन को क्लियर करना चाहते है तो उसके लिए आप LCD डिस्प्ले पर एक कमांड 01 भेजते है तो यह कमांड कमांड पोर्ट रजिस्टर में जाता है और डिस्प्ले क्लियर हो जाता है फिर LCD पैनल के लिए रिटर्न होम तो आप होम पोजीशन परिभाषित कर सकते है तो ऐसा हो सकता है अगर एक LCD पैनल इस तरह है आम तौर पर LCD पैनल पर 2 लाइनें होंगी तो यह होम पोजीशन हो सकती है तो कर्सर यहां कहीं भी था अब यदि आप 02 द्वारा रिटर्न होम कहते है तो कर्सर इस बिंदु पर आ जाएगा और सेटिंग के आधार पर यह ब्लिंक या ऐसा ही कुछ शुरू कर देगा तो फिर डिक्रीमेंट कर्सर तो डिक्रीमेंट कर्सर कर्सर को एक पोजीशन से वापस ले जाएगा इसलिए यदि कर्सर यहां था तो यह पिछली स्थिति में वापस आ जाएगा इस तरह यह डिक्रीमेंट कर्सर है इसी तरह इंक्रीमेंट कर्सर कर्सर को अगली स्थिति में ले जाएगा इसलिए यदि आप कुछ पैटर्न डाल रहे है तो आप कर्सर को उचित स्थान पर रखने के लिए इस इंक्रीमेंट कर्सर डिक्रीमेंट कर्सर कमांड का उपयोग कर सकते है और फिर आप प्रदर्शित होने के लिए डेटा डालते है तो डेटा पैटर्न जिसे आप प्रदर्शित करना चाहते है वह दृश्यमान हो जाएगा फिर हमें यह 0E डिस्प्ले ऑन और कर्सर ब्लिंकिंग के लिए मिला है कभी कभी हम नहीं चाहते कि कर्सर ब्लिंक हो यह एक स्थिर आउटपुट के रूप में बना रहना चाहिए इसलिए कर्सर ब्लिंक नहीं कर सकता है तो इस तरह से डिस्प्ले को ऑन और कर्सर ब्लिंकिंग को बंद कर दिया गया है कमांड 80 यह कर्सर को पहली लाइन की शुरुआत के लिए मजबूर करेगा अधिकांश LCD में 2 लाइन डिस्प्ले होते है यदि आप कमांड 80 देते है तो यह कर्सर को पहली लाइन की शुरुआत में ले जाएगा यदि आप कमांड C0 डालते है तो यह कर्सर को दूसरी लाइन की शुरुआत में डाल देगा फिर कमांड 38 यह 2 लाइन्स और 5 x 7 मॅट्रिक्स का उपयोग करेगा तो 5 x 7 मॅट्रिक्स मतलब प्रति कॅरक्टर कितने डॉट्स होंगे तो कई डॉट्स है और इन डॉट्स के आधार पर आप प्रदर्शित किए जाने वाले कुछ पैटर्न का चयन कर सकते है फिर हम 83 कह सकते है तो यह कर्सर लाइन 1 पोजीशन 3 है तो यह एक उदाहरण है तो इस तरह आप कर्सर को विशेष स्थान पर रख सकते है तो 80 इसे पहले स्थान पर ले जाएगा और 83 इसे तीसरे स्थान पर ले जाएगा फिर 3C 3C दूसरी लाइन को सक्रिय करेगा दूसरी लाइन सक्रिय हो जाएगी और फिर 08 यदि आप 08 डालते है तो डिस्प्ले बंद हो जाएगा और कर्सर भी बंद हो जाएगा C1 C1 कमांड के माध्यम से यह दूसरी लाइन के पोजीशन 1 में कूदता है तो C0 दूसरी लाइन पोजीशन 0 है C1 दूसरी लाइन पोजीशन 1 है फिर 0C तो 0C डिस्प्ले ऑन कर्सर ऑफ C1 दूसरी लाइन पोज़िशन 1 पर कूदता है C2 दूसरी लाइन पोज़िशन 2 पर कूदता है तो इस तरह से 8 पहले लाइन की पहचान करेगा C दूसरी लाइन की पहचान करेगा और फिर लाइन के भीतर स्थिति के लिए तो आप दूसरे भाग पर जा सकते है यह निर्दिष्ट किया जाएगा जैसे कि C1 इसे पोजीशन 1 पर ले जाता है C0 इसे पोजीशन 0 पर ले जाता है C2 इसे दूसरी लाइनमें पोजीशन 2 पर ले जाता है तो इस तरह आप कर्सर को नियंत्रित कर सकते है और फिर किसी कॅरक्टर को प्रदर्शित करने के लिए रख सकते है तो इस तरह इसे वर्तमान कर्सर पोजीशन पर प्रदर्शित किया जाएगा तो LCD को कैसे ऑपरेट करे LCD ऑपरेशन के लिए पहले हमें LCD को इनिशियलाइज़ करना चाहिए इसलिए इनिशियलाइज़ करने के लिए हमने कमांड 38h को 8 बिट डेटा लाइन पर भेजा है अब तक LCD प्रोसेसर के डेटा बस से जुड़ा हुआ है इसलिए 38 h को 8 बिट डेटा लाइन पर भेजा जाता है तो यह LCD को इनिशियलाइज़ करेगा फिर हम LCD को चालू करना चाहते है कर्सर को चालू करते है और साथ ही साथ कर्सर ब्लिंकिंग को भी तो उसके लिए कमांड वर्ड 0f h है जैसा कि हमने देखा है 0fh को कमांड पोर्ट पर रखा जाएगा तो यह प्रदर्शित करना शुरू करेगा LCD ऑन होगा कर्सर ऑन होगा और कर्सर ब्लिंक भी करेगा फिर हम कर्सर की अगली स्थिति पर जाना चाहते है इसलिए हम इसे लागू करने के लिए 0 6 h भेज सकते है और फिर हम 01h भेजते हुए डिस्प्ले को क्लियर करते है और कर्सर को वापस पोजीशन पर लाते है तो इस तरह जो भी हो अगर डिस्प्ले पर कुछ है तो 01h डालकर डिस्प्ले बंद हो जाएगा तो इस तरह से हम यह कर सकते है उसके बाद हमें इस रीड राइट को लो करना चाहिए और RS को 0 के बराबर बनाना चाहिए यदि डेटा बाइट कमांड के बराबर है और यदि आप डेटा बाइट भेज रहे है तो RS 1 के बराबर है इसलिए यदि आप एक कमांड बाइट भेज रहे है तो RS 0 के बराबर है यदि आप डेटा बाइट भेज रहे है तो डेटा बाइट प्रदर्शित किया जाएगा तो यह रीड राइट लो के बराबर है उसके बाद डेटा को लिखा जाता है तो रीड राइट लो है इसका मतलब है कि यह राइट सक्रिय है तो डेटा बाइट को या तो कमांड रजिस्टर या डेटा रजिस्टर पर लिखा जाएगा उसके बाद हम डेटा बाइट को डेटा रजिस्टर पर रखते है और एक हाई से लो पल्स इनेबल लाइन पर देते है तो यह इनेबल लाइन हाई से लो में परिवर्तन करती है परिणामस्वरूप यह डिस्प्ले इनेबल हो जाएगा और जो पैटर्न मैंने भेजा है वह प्रदर्शित किया जाएगा फिर हम एक और डेटा भेजने के लिए इस प्रक्रिया को दोहरा रहे है इस तरह से विभिन्न कॅरक्टर को प्रदर्शित करने भेजने के लिए यह प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए तो कर्सर की स्थिति को आगे बढ़ाएं और अगले डेटा बाइट को प्रदर्शित करने के लिए भेजें इस तरह यह जारी रहेगा डेटा बाइट भेजने के बाद आप LCD डिस्प्ले पर एक राइट कंट्रोल दे सकते है और इसे संबंधित रजिस्टर पर आउटपुट किया जाएगा तो यह इंटरफेसिंग डायग्राम है हमें इस डिस्प्ले 162 JHD 162A के लिए यह विशेष डायग्राम मिला है तो 16 बाय 2 LCD मॉड्यूल इस मॉड्यूल में प्रत्येक लाइन में 16 कर्सर पोज़िशन है और 2 ऐसी LCD लाइनें है तो यह एक 2 लाइन डिस्प्ले है और यदि आप कनेक्शन पैटर्न में देखते है तो आप देखते है कि हमने इस पोर्ट 1 को LCD की डेटा लाइनों से जोड़ा है डेटा लाइन्स DB 0 से DB 7 पोर्ट 10 से 17 तक जुड़े हुए है फिर यह रजिस्टर सिलेक्ट फिर यह रीड राइट और इनेबल तो उन्हें पिन 13 14 और 15 द्वारा नियंत्रित किया जाता है और बाकी पिन VCC VSS से जुड़े होते है और फिर यह 5 वोल्ट पावर सप्लाई यहां कनेक्ट किया गया है यह VEE कंट्रास्ट एडजस्टमेंट के लिए है इसलिए यहाँ एक पॉट है यदि आप इस POT पोज़िशन को बदलते है तो यह VEE बदल जाएगा परिणामस्वरूप इस डिस्प्ले का कंट्रास्ट बदल जाएगा कुछ डिस्प्ले में यह हो सकता है फिर यह LED प्लस और LED माइनस LED प्लस को 5 वोल्ट दिया गया है और LED माइनस को 0 वोल्ट दिया गया है परिणामस्वरूप यह बैक लाइट चालू होगा तो हम इस बात को कर सकते है फिर 8051 की तरफ यहां कुछ नया नहीं है तो पोर्ट 3 बिट्स 3 4 और 5 इन 3 बिट्स को नियंत्रित करता है और यह पोर्ट 1 LCD के लिए डेटा बस लाइन को नियंत्रित करता है इसे करने के लिए यह प्रोग्राम है MOV A 38 H तो यह 2 लाइनों का उपयोग करेगा तो हम 2 लाइन्स और 5 क्रॉस 7 मैट्रिक्स संरचना का उपयोग करते है फिर A CALL कॉल कमांड यह आउटपुट को कमांड पोर्ट्स पर डालने के लिए रूटीन को कॉल करेगा तो हम देखेंगे कि यह कैसे किया जाता है तो यह कमांड क्या कर रहा है A रजिस्टर में हमें 38 H मिला है तो इसे P1 में ले जाया जाता है फिर क्लियर P35 Clear P35 क्लियर P34 clear P 34 हमें केवल यह देखने की जरूरत है कि 35 34 वगैरह के लिए ये क्या है तो यह 35 RS बिट है फिर 34 रीड राइट है और 33 इनेबल है तो ये 3 सेटिंग है अब हम उस कमांड पोर्ट में देख सकते है तो जो कमांड कोड आप देख रहे है पहले हमने क्लियर P35 Clear P35 किया है यह रजिस्टर सेलेक्ट बिट क्लियर हो गया है और फिर हम कमांड पोर्ट पर लिख रहे है क्योंकि यह बिट क्लियर हो गया है तो आप कमांड पोर्ट पर लिख रहे है फिर यह क्लियर P34 clear P 34 है तो यह इस रीड राइट लाइन को क्लियर कर देगा तो हम कुछ वैल्यू लिखने की कोशिश कर रहे है और SETB P33 और क्लियर P33 Clear P33 इसलिए हम इनेबल लाइन पर हाई से लो तक की पल्स दे रहे है परिणामस्वरूप मूल्य रजिस्टर पर डाल दिया जाएगा और हमने मूल्य को लैच करने के लिए एक छोटी सी डिले रूटीन डाल दी और फिर इसे रीटर्न किया गया है यह डिले रूटीन बहुत सरल है तो यह सिर्फ 2 बिट्स क्लियर करती है तो हमें थोड़ी सी देरी की आवश्यकता है मूल्य को लैच करने से लेकर किसी उपयोगी चीज के लिएP 33 को क्लियर करने के लिए और उस मामले के लिए आप यहां कोई अन्य स्टेटमेंट डाल सकते है जिसका LCD पैनल के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम ऐसा कर सकते है इसलिए यदि हम प्रोग्राम पर वापस जाते है तो हम जो कर रहे है वह यह है कि हम 38h को कमांड कोड रजिस्टर में डाल रहे है फिर 0fh LCD को ऑन करेगा कर्सर सेट किया जाएगा और ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी फिर कमांड पोर्ट लिखा जाएगा हम कमांड पोर्ट पर 01h डाल रहे है तो स्क्रीन को क्लियर किया जाता है फिर हम कर्सर को बढ़ाते है ताकि यह एक वैध स्थिति में आ जाए और फिर लाइन 1 पोजीशन 2 ऐसा करके कर्सर लाइन 1 को पोजीशन 2 पर स्थानांतरित करें और फिर हम दूसरी लाइन को सक्रिय करते है तो 3Ch दूसरी लाइन को सक्रिय करेगा फिर यह 49 D यह कुछ मूल्य है जिसे हम प्रदर्शित करना चाहते है तो A Call A कॉल डिस्प्ले रूटीन यह इस कॅरक्टर 49D को डाल देगा तो 49D मूल रूप से दशमलव 49 है इसलिए जो भी संबंधित कॅरक्टर हो उसे डिस्प्ले पर रखा जाएगा फिर उसके बाद कॅरक्टर 54 दशमलव को A रजिस्टर पर रखने के लिए डिस्प्ले रूटीन को कॉल करें तो यह 49 54 88 ये विभिन्न कॅरक्टर के लिए विभिन्न ASCII कोड है जिन्हें हम कुछ पैटर्न के लिए प्रदर्शित करना चाहते है यह 32 स्पेस है तो इस तरह यह सिर्फ डिस्प्ले पर कुछ पैटर्न आउटपुट कर रहा है तो यह 76 इस तरह 76 67 68 है इसलिए वे डिस्प्ले पर इसी पैटर्न को आउटपुट कर रहे है फिर हम दूसरी लाइन पर जाते है तो यह पहली लाइन का डिस्प्ले समाप्त करता है फिर हम दूसरी लाइन में आते है दूसरी लाइन में जाने के लिए हमें कमांड पोर्ट पर कुछ आउटपुट करना होता है इसलिए C1h को कमांड पोर्ट पर आउटपुट किया जाना चाहिए तो यह यहाँ किया गया है फिर यह 67 D तो यह पहला कॅरक्टर है जिसे हम प्रदर्शित करना चाहते है तो इसे यहाँ डाल दिया है और डिस्प्ले रूटीन को कॉल किया जाता है तो यह प्रदर्शित किया जाएगा इसके बाद 73 दशमलव तो यह अगला कॅरक्टर है जिसे हम प्रदर्शित करना चाहते है तो यह दिखाया जाएगा प्रदर्शित किया जाएगा और उसे डिस्प्ले रजिस्टर में डाल दिया जाएगा और इसे वहां दिखाया जाएगा तो इस तरह से सभी कॅरक्टर जिन्हें हम दूसरी लाइन में प्रदर्शित करना चाहते है उन्हें एक के बाद एक रखा जाता है और संबंधित डिस्प्ले रूटीन को कॉल किया जाता है ताकि यह उस मूल्य को अंत में डिस्प्ले रजिस्टर पर डाल दे आखिर में हम जिस कॅरक्टर को प्रदर्शित करना चाहते है उसे दिखाया गया है और हम इस प्रोग्राम को इनफिनिट लूप में डाल रहे है इसलिए LED प्रोग्राम्स के विपरीत जहां आपको फिर से पहले कॅरक्टर को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इस समय तक सामग्री खो जाती है लेकिन यहां ऐसा नहीं होता क्योंकि मूल्यों को रखने के लिए समर्पित रजिस्टर है इसलिए एक बार जब आप विभिन्न कॅरक्टर को विभिन्न पोज़िशन्स पर रख रहे होते है और फिर डिस्प्ले रूटीन को कॉल करते है तो वह प्रदर्शन भाग वहीं रहता है इसे गायब नहीं किया गया है और रिफ्रेशिंग सर्किटरी को LCD पैनल के साथ बनाया गया है इसलिए रिफ्रेशिंग सर्किटरी यह सुनिश्चित करेगी कि समय समय पर अंतराल में यह संबंधित कॅरक्टर को रखेगा जो हमने अलग अलग सेल्स में रखे है और उन्हें रिफ्रेश किया है और यदि आप एक सेल को क्लियर करना चाहते है तो उस उद्देश्य के लिए हमें उस सेल में एक नया कॅरक्टर लिखना होगा या यदि आप पुरे डिस्प्ले को एक साथ क्लियर करना चाहते है तो हम क्लियर डिस्प्ले प्रकार के कमांड द्वारा ऐसा कर सकते है इसलिए यह प्रोग्राम यहां जम्प इनफिनिट लूप है क्योंकि कुछ भी अधिक गंभीर करने की आवश्यकता नहीं है तो यह कमांड पोर्ट भाग का प्रोग्राम था तो कमांड कोड रजिस्टर इस मान के साथ लोड किया गया है इसलिए कमांड कोड रजिस्टर मूल्यों को प्राप्त कर रहा होगा फिर हमें डिस्प्ले रूटीन मिल गया है तो यह A कॉल डिस्प्ले तो यहाँ भी यही बात है कि पहले हमें इस A मान को P1 पर ले जाना होगा इसलिए हम सेट B p 35 Set B P35 करते है तो P 35 यह रीड राइट लाइन है तो 35 लाइन सेट है यह RS बिट लाइन है तो RS बिट लाइन 1 पर सेट है जिसका अर्थ है कि हम जो भी लिख रहे है वह डेटा रजिस्टर पर जाएगा फिर क्लियर P 34 Clear P34 और SETB P33 क्लियर P 34 Clear P34 उस रीड राइट लाइन को लिखने के लिए डालेगा इसे 0 बना रहा है और लाइन P 33 पर एक पल्स है तोवह हाई से लो तक एक पल्स देगा जिसके परिणामस्वरूप सिलेक्शन सक्षम हो जाएगा फिर A कॉल डिले इसलिए यह यहां कुछ देरी डालेगा इसलिए इन सभी चीजों को सेट करने के बाद डेटा बस के माध्यम से P1 पोर्ट पर जो मूल्य उपलब्ध है वह डिस्प्ले के डेटा रजिस्टर पर जाएगा फिर A कॉल डिले तो यह A कॉल डिले कुछ देरी डालेगा और फिर हम उस प्रोग्राम बिंदु पर जा रहे है जहां से इसे बुलाया गया था तो इस तरह आप कई LCD कई इंटरफेसिंग डिवाइसेस को सिस्टम के साथ इंटरफेस interface कर सकते है एक साधारण कीबोर्ड या एक सिंगल LED से लेकर कई LED से लेकर 7 सेगमेंट डिस्प्ले तक कर सकते है फिर हमने 8255 का कनेक्शन प्रोग्रामेबल डिवाइस के रूप में देखा है जिसके द्वारा आप अन्य इंटरफेसिंग डिवाइसेस को जोड़ सकते है फिर हमने इस ADC एनालॉग टू डिजिटल कनवर्टर जैसे अन्य इंटरफेसिंग डिवाइसेस को देखा है तो आप कुछ एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल मूल्य में परिवर्तित कर सकते है और माइक्रोकंट्रोलर या माइक्रोप्रोसेसर के अंदर संग्रहीत कर सकते है डिजिटल से एनालॉग कनवर्टर जहां आप इस डिजिटल मूल्य को अनुरूप एनालॉग मूल्य में परिवर्तित करते है और जब आप कुछ एक्ट्यूएटर को कुछ माइक्रोकंट्रोलर माइक्रोप्रोसेसर से कनेक्ट करने जा रहे है तो आप वहां डिजिटल मूल्य डाल सकते है यह संबंधित एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित हो जाएगा और फिर इसे एक्चुएटर पर आउटपुट किया जायेगा ताकि एक्ट्यूएटर को नियंत्रण मिल जाए और यह ठीक से काम करे और अंत में हमारे पास एक और डिस्प्ले यह LCD पैनल डिस्प्ले है और ये डिस्प्ले काफी आम है तो ज़ाहिर है LCD पैनल कलर LCD और उनसब के अधिक उन्नत संस्करण उपलब्ध है तो केवल एक चीज जो अलग होने जा रही है वह मूल रूप से कुछ और सिलेक्शन लाइनें और कुछ और कमांड्स है इसलिए यदि आप किसी विशेष डिस्प्ले में देख रहे है तो आपको यह देखने की आवश्यकता है कि ये अतिरिक्त कमांड क्या है और वे किस क्रम में सक्रिय होने वाले है अन्यथा इंटरफ़ेस समान रहता है इंटरफ़ेस किसी भी माइक्रोकंट्रोलर या माइक्रोप्रोसेसर के साथ समान रहता है जिसे आप कनेक्ट करने जा रहे है केवल इस कमांड का क्रम जिसे आप भेज रहे है और डेटा जो आप डाल रहे है वह अलग अलग होगा तो इस तरह आप कई उपकरणों को माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर से जोड़ सकते है